हमने कहा था कि इक्विवलन्ट सर्किट मॉडल में सिरीज़ रीऐक्टन्स के रूप में एक बड़ा रीऐक्टन्स मिल रहा है क्योंकि इक्विवलन्ट रीऐक्टन्स मैग्नेटाइजिंग रीऐक्टन्स और लीकेज रीऐक्टन्स का योग होता है अगर यह एक जेनरेटर है तो मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ Ef मिलेगी जो मेन फील्ड फ्लक्स या रोटर फ्लक्स के कारण होगी इसमें एक फ्रीक्वेंसी होगी जो मशीन की रोटेशनल स्पीड से तय होगी फिर हमें Xs के रूप में एक मान मिल रहा है जो वास्तव में एक बड़ा रीऐक्टन्स है जिसके दो भाग होते हैं एक मैग्नेटाइजिंग रीऐक्टन्स दूसरा लीकेज रीऐक्टन्स फिर हमारे पास एक आर्मेचर रिज़िस्टन्स होगा जो कॉपर वाइंडिंग का रिज़िस्टन्स है जो आर्मेचर में है फिर अंत में यह टर्मिनल वोल्टेज Vt है और यहां मैं लोड कनेक्ट करने जा रहा हूं अगर जेनरेटर की बात करें तो यह इलेक्ट्रिकल लोड होगा इसलिए मैंने इसे ZL कहा है ZL इन्डक्टिव है कैपेसिटिव या रिज़िस्टिव इससे पॉवर फैक्टर तय होगा जब हमने फेजर डायग्राम में करंट को ड्रॉ किया था तो पॉवर फैक्टर को हमने E के रिस्पेक्ट में दिखाया था जो सही नहीं है क्योंकि आम तौर पर हम पावर फैक्टर को एक ऐसे एंगल के रूप में दिखाते हैं जो लोड करंट और लोड वोल्टेज के बीच होता है एक्साइटेशन वोल्टेज के नहीं लेकिन आसानी के लिए मैंने इसे उस तरह ड्रॉ किया था तो एक बार हम फिर से फेजर डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं हमने जेनरेटर का फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था मैं दोबारा इसको ड्रॉ करता हूं अगर If यहां है तो यह Ef होगा मैं इसे If के बजाए If लिख रहा हूं जो ऐसी साइड पर इक्विवेलेंट करंट है और इससे उतना ही फ्लक्स मिलेगा जितना रोटर का रोटेटिंग फ्लक्स है रोटर से रोटेटिंग फ्लक्स इलेक्ट्रिकली नहीं मिल रहा है यह पोल के फिजिकल रूप से घूमने के कारण मिल रहा है तो फिजिकल रूप से घूमने वाले पोल रोटैटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं अगर मैंने समान रिवाल्विंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को उत्पन्न करने के लिए 3 फेज करंट इंजेक्ट किया था तो उसका पर फेज करंट If है तो If इक्विवेलेंट एसी करंट है और इसके मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति उतनी ही होगी जितनी की रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की है तो यह Ef है और यह करंट है मैं इसे Ia या लोड करंट IL कह सकता हूं लोड करंट के फेज में मैं एक समान वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं जो IaRa होगा और इसके पर्पन्डिक्युलर मुझे IaXs को ड्रॉ करना होगा जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो मुझे IaZs मिलेगा Zs सिंक्रोनस इम्पीडन्स है मैं कह सकता हूं Zs Ra jXs हम इसे सिंक्रोनस इम्पीडन्स कहते हैं अब IaZs को Ef से घटाएं तो मुझे Vt मिलेगा तो मुझे एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो IaZs की विपरीत दिशा में होगा तो यह IaZs है तो इनका रिज़ल्टन्ट होगा Ef −IaZs Vt यह तब है जब मैं जेनरेटर के बारे में बात कर रहा हूं अब अगर मैं Ef और Vt के बीच में देखता हूं तो यह एंगल δ है और यह सिंक्रोनस मशीन का एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है और यह पावर फैक्टर एंगल ϕ है क्योंकि यह Vt और Ia के बीच फेज शिफ्ट है और मूल रूप से पावर फैक्टर एंगल यही है जो हमने पहले पावर फैक्टर एंगल लिखा था वह सही नहीं था बल्कि यह δϕ है जो Ef और Ia के बीच फेज शिफ्ट है ϕ पावर फैक्टर एंगल है और Vt इन्फनट बस वोल्टेज होगा क्योंकि यह इन्फनट बस से जुड़ा है Vt एक तरह से पत्थर की लकीर की तरह है आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं आप Vt की फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकते हैं आप इसका फेज एंगल नहीं बदल सकते हैं और आप इसका मेग्नीट्यूड भी नहीं बदल सकते हैं Vt इन्फनट बस का वोल्टेज है इसी कारण Vt को हम रेफरन्स लेते हैं तो आमतौर पर हम लिख सकते हैं VtV∠0°जबकि एक जेनरेटर के लिए Ef होगा EfE∠δ कृपया ध्यान दें कि एक जेनरेटर के मामले में Ef Vt से लीड कर रहा है इसी तरह अब मैं मोटर के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं मैं VtV∠0° से स्टार्ट करता हूं पहले मैं VtV∠0° ड्रॉ करता हूं यह VtV∠0° है अब मैं आर्मेचर करंट को ड्रॉ करता हूं यह यहां होगा जो कि Ia है और यह मेरा पावर फैक्टर एंगल ϕ है जेनरेटर के मामले में हमने कहा था कि Ef Vt IaZs ये सभी वैक्टर हैं हम जो कुछ भी लिख रहे हैं वे वैक्टर या फेजर हैं जबकि मोटर के मामले में Ef होगा Ef Vt −IaZs तो हम IaRa फिर से इस तरह ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं अब मैं इस तरह IaXs को ड्रॉ करता हूं छात्र ZL को फेजर डायग्राम में क्यों नहीं दर्शाया गया है प्रोफेसर कृपया ध्यान दें कि लोड इम्पीडन्स वह पॉवर है जिसे विकसित किया गया है हम मशीन के अंदर ड्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं यह एक रिज़िस्टन्स हो सकता है यह एक रीऐक्टन्स हो सकता है यह एक कपैसिटन्स हो सकता है यह इन्फनट बस को पावर फीड करने वाला हो सकता है यह एक 3 फेज इंडक्शन मोटर हो सकती है जो जेनरेटर से पावर आकर्षित कर रही है तो मुझे नहीं पता कि यह किस तरह का लोड है इसलिए हम लोड इम्पीडन्स को शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यह मान रहे हैं कि यह पावर है जो इन्फनट बस में प्रेषित की जा सकती है लोड के लिए हो सकती है या जो भी लोड सिस्टम हो यह मेरा IaZs है मुझे इस IaZs को विपरीत अर्थ में ड्रॉ करना है यानी IaZs को ड्रॉ करना है अब मेरा रिज़ल्टन्ट होगा EfVt −IaZs इस एंगल को मैं फिर से δ कह सकता हूं लेकिन नोट करें Ef यहां Vt से लैग कर रहा है तो जेनरेटर और मोटर की यह विशिष्ट विशेषता है यह जेनरेटर और मोटर के लिए अलग अलग होगा अगर Ef लीड कर रहा है तो पावर Ef से फ्लो हो रही है और यह पावर फ्लो का डिरेक्शन है जबकि अगर यह एक मोटर है तो यहां मेरा VtV∠0°है यहां Ra और यह Xs है और यह बैक ईएमएफ है तो पावर इस डिरेक्शन में फ्लो होगी तो एक मोटर के मामले में पावर 3 फेज इन्फनट बस से मशीन में फ्लो हो रही है जबकि जनरेटर के मामले में यह मशीन से बस में फ्लो हो रही है तो जिसका एंगल लीड कर रहा है वह पावर वापस धकेल रहा है जनरेटर के मामले में Ef का एंगल लीड कर रहा है तो Ef मेंस या 3 फेज सप्लाई या इन्फनट बस में पावर वापस धकेल रहा है जबकि मोटर के मामले में Vt लीड कर रहा है और यह Ef लैगिंग है इसलिए मैं इसे EfE∠ के रूप में लिख सकता हूं अगर मैं कहूं किVtV∠0°है तो एक मामले में Ef हो जाता हैEf∠जो जेनरेटर के मामले में है जबकि मोटर के मामले में EfEf∠ हो जाता है एक्साइटेशन वोल्टेज के लिए तो जिसका लैगिंग एंगल है वह पावर अब्ज़ॉर्ब करेगा और जिसका लीडिंग एंगल है वह पावर सप्लाई करेगा यह AC सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण केरक्टरिस्टिक है DC सिस्टम में करंट अधिक मैग्निटूड से कम मैग्निटूड में फ्लो होगा जबकि AC सिस्टम में पावर हमेशा लीडिंग एंगल से लैगिंग एंगल की ओर फ्लो करने की कोशिश करती है इस तरह से पावर फ्लो होती है इसलिए अगर मुझे दिल्ली में पावर की कुछ आवश्यकता है हो सकता है कि मेरे पास कुछ स्थानीय बिजली उत्पादन स्टेशन हैं जैसे बदरपुर या कोई और अगर मैं दिल्ली को एक नोड के रूप में मानता हूं और मैं कहीं और से बिजली लेना चाहता हूं तो मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि दूसरी तरफ का पावर एंगल जहां से पावर लेना है लीड करना चाहिए इसलिए आमतौर पर हमें AC पॉवर ट्रांसमिशन के मामले में यह सुनिश्चित करना होता है तो कई बार AC पॉवर ट्रांसमिशन का नियंत्रण फेज एंगल कंट्रोल के माध्यम से होता है बहुत बार हम फेज एंगल को समायोजित करने की कोशिश करते हैं और फिर सुनिश्चित करते हैं कि पर्याप्त मात्रा में पॉवर फ्लो हो तो यह जेनरेटर और मोटर के बीच प्रमुख अंतर में से एक है यदि यह स्पष्ट है तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का उपयोग करके सिंक्रोनस मशीन के मापदंडों को कैसे निर्धारित किया जाए तो आइए हम सिंक्रोनस मशीन के ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को देखने की कोशिश करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट मुझे लगता है कि मैंने पहले ही बता दिया है अब मुझे इसे एक बार फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है यहां से हमें ओपन सर्किट करैक्टेरिस्टिक मिलती हैं तो हम जो पाने की कोशिश करते हैं वह Ef में वेरिएशन है मैंने सिर्फ Eg को Ef में बदल दिया है क्योंकि अब मैं इसे Ef कहूंगा तो Ef में If के साथ वेरिएशन If फील्ड करंट है यह ओपन सर्किट की स्थिति में आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज है इसलिए मैं किसी लोड को आर्मेचर से नहीं जोड़ रहा हूं कोई आर्मेचर रिएक्शन वगैरह का सवाल नहीं है इसलिए मैं जो करने जा रहा हूं वह कुछ इस तरह है मेरे पास एक प्राइम मूवर है मैं इसे डीसी मोटर के रूप में दिखा रहा हूं क्योंकि यह वही है जो हम प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं इसलिए मैं इसे ठीक वैसे ही दिखा रहा हूं जैसे हम करते हैं तो हो सकता है कि यह एक सेप्रट्ली इक्साइटिड डीसी मोटर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं 220 वोल्ट डीसी वोल्टेज लगा रहा हूं निस्सन्देह मेरे पास एक स्टार्टर होगा मेरे पास एक रेक्टिफायर हो सकता है मेरे पास बड़ा रिज़िस्टन्स भी हो सकता है लेकिन मेरे पास डीसी मशीन के साथ एक स्टार्टर होगा और मेरे पास एक फ़ील्ड है इसलिए फ़ील्ड में एक रिज़िस्टन्स भी होगा ताकि मैं स्पीड को 1500 आरपीएम पर समायोजित कर सकूं अगर यह 4 पोल मशीन है अगर यह 2 पोल मशीन है तो मैं इसे 3000 आरपीएम पर समायोजित कर सकता हूं तो यह मेरा प्राइम मूवर है तो यह डीसी मोटर है जो एक प्राइम मूवर की तरह काम कर रही है केवल एक चीज जो मैं यहां मापूंगा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि स्पीड 1500 आरपीएम है कि नहीं अगर यह 4 पोल मशीन है मुझे कुछ और मापने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं डीसी मशीन की विशेषताओं के बारे में चिंतित नहीं हूं अब इसे मैं सिंक्रोनस मशीन के रोटर से जोड़ने जा रहा हूं मैं रोटर को कुछ इस तरह से दिखा रहा हूं तो यह सिंक्रोनस मशीन का रोटर है और यह फ़ील्ड है अब इस फील्ड को एक एमीटर के साथ डीसी सप्लाई से जोड़ना है ताकि मैं यह ठीक से माप सकूं कि सिंक्रोनस मशीन के फील्ड में कितना करंट फ्लो हो रहा है तो यह डीसी सप्लाई है जो कि 220 वोल्ट डीसी है और यहां यह प्लस और यह माइनस है और फिर मैं एक पटेन्शल डिवाइडर कनेक्ट कर रहा हूं जिससे कि मैं फील्ड पर वेरीअबल पटेन्शल लागू कर सकूं इससे मुझे 0 फील्ड करंट भी मिल सकता है और अधिकतम फील्ड करंट भी तो डीसी एमीटर को मैं यहाँ लगाता हूं अब यह आर्मेचर है और यह ओपन सर्किट है यहां मैं एक वोल्टमीटर लगा रहा हूं अब मुझे केवल यह सुनिश्चित करना है कि मैं इसे एक विशेष स्पीड से चला रहा हूं जो कि सिंक्रोनस स्पीड के अनुरूप है अब मैं सिंक्रोनस मशीन के फील्ड करंट को बढ़ाता हूं और हर एक करंट के लिए यह नोट करता हूं कि वोल्टेज क्या है तो अनिवार्य रूप से मुझे कुछ इस तरह की करैक्टेरिस्टिक प्राप्त होगी यह Ef वोल्ट में है और यह If एम्पीयर में है तो यह मेरा ओसीसी है अगला टेस्ट जो हम करने जा रहे हैं वह शॉर्ट सर्किट टेस्ट है यह कप्लिंग है नहीं तो आप सिंक्रोनस मशीन को कैसे चलाएंगे आपको इसे घुमाना है मेरे पास टरबाइन नहीं है मैं डीसी मोटर का उपयोग अपने प्राइम मूवर के रूप में कर रहा हूं तो यह मैकेनिकल पॉवर इनपुट प्रदान कर रहा है ताकि सिंक्रोनस मशीन जेनरेटर के रूप में काम करे वे भूमिका को बहुत अच्छी तरह से उलट भी सकते हैं अगर उन्हें उस भूमिका को उलटना पड़े तो बहुत अच्छी तरह से करेंगे अगर सिंक्रोनस मशीन को 3 फेज की सप्लाई प्रदान करें तो यह मोटर के रूप में काम करेगी कोई समस्या नहीं है उस स्थिति में डीसी मशीन एक जनरेटर के रूप में काम करेगी और फिर मैं एक लोड कनेक्ट कर सकता हूं इसमें कोई समस्या नहीं है 220 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करने के बजाय मैं इसे हटा सकता हूं और एक लोड रिज़िस्टन्स कनेक्ट कर सकता हूं रोटर को निश्चित रूप से एक डीसी सप्लाई देनी होगी चाहे यह मोटर या जनरेटर के रूप में काम कर रही हो फील्ड को इक्साइट करना है मुझे नहीं पता कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है या नहीं लेकिन स्पीड अब फ्रीक्वेंसी द्वारा तय होगी यदि यह एक सिंक्रोनस मोटर है तो स्पीड फ्रीक्वेंसी द्वारा तय होगी इसलिए अगर मैं इसे 50 हर्ट्ज से जोड़ता हूं और यह 4 पोल मशीन है तो यह 1500 आरपीएम पर चलेगी आप इसे किसी अन्य स्पीड पर नहीं चला सकते यदि आप फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं तो आपको एक अलग स्पीड मिलेगी तो सिंक्रोनस मोटर्स अनिवार्य रूप से कान्स्टन्ट स्पीड मोटर हैं इनमें छोटे बदलाव भी नहीं हो सकते जैसा इंडक्शन मशीन में देखने को मिलता है इनमें किसी भी तरह से कोई बदलाव नहीं होगा इसलिए अगर मुझे स्पीड कंट्रोल करना है तो मुझे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना होगा कोई आश्चर्य नहीं कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु बन गए हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इनवर्टर बना कर उससे वेरीअबल फ्रिकवेंसी उत्पन्न करते हैं क्योंकि अब मैं वेरीअबल फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करने में सक्षम हूं यही कारण है कि अब सभी सिंक्रोनस मोटर्स वेरीअबल स्पीड से चल सकती हैं तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम वही सब कुछ करने जा रहे हैं जो पहले किया था केवल मुझे यह सुनिश्चित करना है कि सबसे पहले सिंक्रोनस मशीन का फील्ड न्यूनतम पर है मुझे इसे कम से कम करना होगा क्योंकि पूर्ण वोल्टेज के साथ मैं मशीन को शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकता और आम तौर पर हम यहां स्विच कनेक्ट करते हैं क्योंकि हम डीसी मोटर को फिर से 0 स्पीड से शुरू करके 1500 आरपीएम तक नहीं लाना चाहते हैं अक्सर हम यहां एक 3 फेज स्विच लगाते हैं और फिर हम इस स्विच से शॉर्ट सर्किट करने का प्रयास करेंगे जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो स्विच को ओपन रखते हैं ओपन सर्किट टेस्ट होने के बाद पहले सिंक्रोनस मशीन के फील्ड करंट को कम करना है सिंक्रोनस मशीन के फील्ड करंट को कम करने के बाद शॉर्ट सर्किट करने के लिए आर्मेचर टर्मिनल में लगे स्विच को बंद करेंगे तो मेरे पास आर्मेचर के 3 टर्मिनल हैं जो इस 3 फेज स्विच का उपयोग करके स्वचालित रूप से शॉर्ट हो जाएंगे तो मैं कहता हूं कि यह Tsw1 3 फेज स्विच 1 है इसलिए यह Tsw1 बंद हो जाएगा बेशक यहां एक एमीटर भी होना चाहिए कम से कम एक टर्मिनल में मुझे एक एमीटर रखना होगा क्योंकि मुझे इस मशीन के शॉर्ट सर्किट करंट को मापना है इसलिए जब मैं मशीन के शॉर्ट सर्किट करंट को मापता हूं तो मैं यह नहीं चाहूंगा कि वह करंट रेटेड करंट से अधिक हो जाए मैंने अल्टरनेटर के टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट किया है और मैं अभी भी अल्टरनेटर से उत्पन्न कर रहा हूं मैंने न्यूनतम एक्साइटेशन प्रदान की है अब मैं धीरे धीरे इस एक्साइटेशन को बढ़ाता हूं जिससे आर्मेचर करंट बढ़ेगा मैं इसे Ia कह सकता हूं और इसे If सिंक्रोनस मशीन के If को बढ़ाने से Ia बढ़ेगा मैं अभी भी इसे 1500 आरपीएम पर चला रहा हूं यदि मैं If बढ़ाता हूं तो मैं उत्पन्न वोल्टेज को बढ़ाने जा रहा हूं यदि मैं उत्पन्न वोल्टेज को बढ़ाता हूं तो यह करंट बढ़ेगा इसलिए मैं नहीं चाहता कि यह रेटेड वैल्यू से आगे बढ़े अगर मुझे रेटेड वैल्यू पता है तो मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि करंट रेटेड वैल्यू तक सीमित रहे और इससे अधिक न हो तो मैं यहाँ कहीं रेटेड वोल्टेज दिखा रहा हूँ यह अधिक हो सकता है मैं सिर्फ इसे यहां दिखा रहा हूं तो यह मेरा रेटेड वोल्टेज है Ef rated लाइन टू लाइन वोल्टेज है यह 400 या 415 460 वोल्ट जो भी हो रेटेड वोल्टेज है यह सामान्य रूप से Ifrated के अनुरूप है जहां तक शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात है मैं फिर से फील्ड करेंट के साथ आर्मेचर करंट को प्लॉट करूंगा यह मेरे पास करंट स्केल है मेरे पास दो स्केल हैं एक है Ef दूसरा Ia है मैं कहता हूं कि If के संबंध में मुझे शॉर्ट सर्किट करंट का रेटेड मूल्य यहां कहीं मिल रहा है और उससे कम यहां कहीं मिल रहा है तो मुझे कुछ ऐसा वेरिएशन मिल रहा है यह शॉर्ट सर्किट केरक्टरिस्टिक्स है यह If बनाम Ia है यह Ia1 If1 लिए है और यह Ia2 If2 लिए है तो अब मुझे दोनों केरक्टरिस्टिक्स मिल गई हैं अब फील्ड करंट के रेटेड मूल्य पर जो ओपन सर्किट की स्थिति में उत्पन्न ईएमएफ से संबंधित है ओपन सर्किट की स्थिति में रेटेड ईएमएफ फील्ड करंट की जिस वैल्यू पर मिलेगा वह रेटेड फील्ड करंट होगा अब मैं इस रेटेड फील्ड करंट पर करंट और वोल्टेज को मापना चाहूंगा तो यह वोल्टेज है जबकि यह करंट है तो OCC से Ifrated के लिए मुझे वोल्टेज मिल गया और SCC से मुझे करंट मिल गया अब मुझे दोनों मिल गए हैं मैं कह सकता हूं ZsEfocIasc जब रेटेड एक्साइटेशन है और मुझे ओपन सर्किट की स्थिति में वोल्टेज का एक विशेष मूल्य मिल रहा है तो अगर मैं इस पॉइंट पर मशीन को शॉर्ट सर्किट करता हूं तो जो इम्पीडन्स करंट को लिमिट कर रहा है वह इसका इंटरनल इम्पीडन्स है और कुछ नहीं मान लीजिए कि मेरा रेटेड फील्ड करंट 1 एम्पीयर है 1 एम्पीयर पर मेरी मशीन 400 वोल्ट लाइन टू लाइन वोल्टेज का उत्पादन कर रही है जो रेटेड वोल्टेज है अगर संयोग से मैं अपने अल्टरनेटर पर वही 1 एम्पीयर फील्ड करंट लागू कर रहा हूं जबकि यह 1500 आरपीएम पर चल रहा है और मैंने टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया है तो जो करंट फ्लो होगा वह रेटेड वोल्टेज की स्थिति में फ्लो होने वाले शॉर्ट सर्किट करंट के अनुरूप होगा तो करंट सिर्फ आर्मेचर के इंटरनल इम्पीडन्स के कारण लिमिट हो रहा है अगर मैं रेटेड कंडीशन में ओपन सर्किट वोल्टेज माप रहा हूं और रेटेड कंडीशन में शॉर्ट सर्किट करंट माप रहा हूं तो इनके रैशीओ से अप्रत्यक्ष रूप से मुझे सिंक्रोनस इम्पीडन्स मिलेगा तो सिंक्रोनस इम्पीडन्स रेटेड फील्ड करंट पर उत्पन्न ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट का रैशीओ होगा यह मेरी केरक्टरिस्टिक है यहां मैं दो ग्राफ को एक ही प्लेन में प्लॉट करने जा रहा हूं एक ओपन सर्किट की स्थिति में वोल्टेज और दूसरा शॉर्ट सर्किट की स्थिति में आर्मेचर करंट Ia इसलिए मैं दो ऐक्सिस को दिखा रहा हूं कुछ किताबें इसे ग्राफ के दोनों ओर दिखाती है वैसे यह भी समान है यह ऑरिजिन है यह वोल्टेज ऐक्सिस है मैं इसको लाल रंग से दिखा रहा हूं और यह करंट ऐक्सिस है और यह If है मैं पहले वोल्टेज केरक्टरिस्टिक को ड्रॉ कर रहा हूं जो इस तरह से होगी यह वास्तव में ओसीसी है हम कहते हैं कि यह रेटेड वोल्टेज है जो 400 वोल्ट हो सकता है तो इसके अनुरूप यह फील्ड करंट होगा Ifrated अब मैं शॉर्ट सर्किट केरक्टरिस्टिक को देखता हूं शॉर्ट सर्किट केरक्टरिस्टिक के लिए मुझे यह देखना होगा कि किस If पर मुझे Iarated मिल रहा है तो यह Iarated हो सकता है मैं इसे शॉर्ट सर्किट विशेषताओं के रूप में ड्रॉ कर सकता हूं यह इस बिंदु से गुजर रहा है कृपया ध्यान दें शॉर्ट सर्किट केरक्टरिस्टिक लिनीअर है ओपन सर्किट केरक्टरिस्टिक में सैचरेशन शामिल होता है तो मैंने इसे इस तरह से ड्रॉ किया है तो मैं हमेशा पता कर सकता हूं कि Ifrated पर Ia का मूल्य क्या होगा मैं इस वोल्टेज को cb कह रहा हूं तो cb वोल्टेज Ifrated पर है ab करंट Ifrated पर है तो मैं यह कहने जा रहा हूं कि Zscbab प्रोफेसर मैं देख रहा हूं कि रेटेड फील्ड करंट कितना है जिस पर ओपन सर्किट की स्थिति में वोल्टेज उत्पन्न किया गया है इसी स्थिति में मैंने मशीन को शॉर्ट कर दिया क्या हुआ होगा एक करंट निश्चित रूप से फ्लो होगा क्योंकि मैंने शॉर्ट सर्किट किया है अब तक यह खुला था इसलिए करंट फ्लो नहीं हो रहा था जिस क्षण मैंने शॉर्ट सर्किट किया वहां करंट फ्लो होगा अगर मशीन का इंटरनल इम्पीडन्स जीरो होता तो यह इन्फिनिटी तक पहुंच गया होता यह केवल आर्मेचर के इंटरनल इम्पीडन्स के कारण एक सीमित मूल्य तक सीमित है तो यह मुझे इंटरनल इम्पीडन्स को मापने का एक तरीका दे रहा है अगर मुझे पता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है रेटेड स्थिति में यानी रेटेड फील्ड करंट पर तो यह मुझे इंटरनल इम्पीडन्स निर्धारित करने का एक तरीका देगा जो कि मैं कर रहा हूं तो ओपन सर्किट केरक्टरिस्टिक्स और शॉर्ट सर्किट केरक्टरिस्टिक्स को मूल रूप से जेनरेटर के सिंक्रोनस इम्पीडन्स के मूल्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है छात्र ओसीसी में हम लाइन वोल्टेज प्लॉट करते हैं या पर फेज वोल्टेज प्रोफेसर आर्मेचर लाइन टू लाइन मैं हमेशा कह सकता हूं ठीक है कि मुझे इसके बजाय पर फेज ड्रॉ करना चाहिए यदि यह फिर से स्टार और डेल्टा है अगर मैं करंट भी फेज करंट माप रहा हूँ और वोल्टेज को भी पर फेज माप रहा हूँ यानी दोनों को पर फेज माप रहा हूँ छात्र SCC एक सीधी रेखा क्यों है जबकि OCC नान लिनीअर है प्रोफेसर बहुत अच्छा सवाल है मैं इस सवाल की उम्मीद कर रहा था करंट वोल्टेज को फालो क्यों नहीं कर रहा है हमें निश्चित रूप से जवाब देना होगा वह कह रहा है कि करंट अगर वोल्टेज को Zs से भाग करने पर मिल रहा है तो करंट और वोल्टेज को एक ही पथ का पालन करना चाहिए दो अलग अलग रास्ते होने का कोई मतलब नहीं है कृपया याद रखें कि हमने इम्पीडन्स के मैग्निटूड के बारे में क्या कहा था हमने कहा कि यह Xs है यह Ra है और Xs Ra की तुलना में बहुत अधिक है इसलिए यह अत्यधिक इन्डक्टिव है करंट अत्यधिक इन्डक्टिव होगा यह लगभग 90 डिग्री लैग कर रहा है हम कहते हैं कि If यहां है मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि रेटेड वोल्टेज को इम्पीडन्स से भाग करने पर करंट मिल रहा है तो वोल्टेज और करंट को लगभग एक ही ट्रजेक्टरी का पालन करना चाहिए आपके पास दो केरक्टरिस्टिक्स पूरी तरह से अलग नहीं हो सकती हैं वे अलग क्यों हैं हम सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अगर यह If है तो मैंने कहा कि Ef यहां कहीं है यह If है और यह Ef है अगर आर्मेचर करंट अत्यधिक इन्डक्टिव है और कोई एक्सटर्नल इम्पीडन्स नहीं है केवल Xs है और Ra है और Ra बहुत बहुत छोटा है Xs बहुत बड़ा है मैंने इसे शॉर्ट सर्किट किया है और मैंने यहां Ef को जोड़ा है यह मैंने शॉर्ट सर्किट की स्थिति के दौरान किया है अब मुझे Ia मिल रहा है काफी लैगिंग होगा अब If से ϕ f मिल रहा है जो मुख्य फील्ड फ्लक्स है Ia से एक फ्लक्स मिल रहा है जो आर्मेचर करंट के अनुरूप होगा उनमें से एक ϕ f है जो If फेज के में है और दूसरा ϕ a है जो Ia के फेज में है इन दोनों का योग क्या होगा तो मुझे अनिवार्य रूप से एक पैरलेल वेक्टर इस पर ड्रॉ करना होगा तो रिज़ल्टन्ट कुछ ऐसा होगा तो यह ϕ a है और यह रिज़ल्टन्ट होगा मैंने छोटे वेक्टर के रूप में जो दिखाया है वह रिज़ल्टन्ट ϕ होगा तो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में एयर गैप में जो फ्लक्स बचता है वह वास्तव में बहुत छोटा हो जाता है जिसके कारण मशीन कभी सैचरेट नहीं हो पाती है शॉर्ट सर्किट की स्थिति में अल्टरनेटर कभी भी सैचरेशन में नहीं जाएगा यह सैचरेशन में नहीं जाएगा क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स सचमुच एक दूसरे के विरोध में हैं शॉर्ट सर्किट की स्थिति में यहां कोई लोड नहीं है अन्यथा मेरे पास यहां एक लोड होगा जो पावर फैक्टर निर्धारित करेगा यह मशीन का पावर फैक्टर है मोटे तौर पर यह पावर फैक्टर है इस कारण से यह पावर फैक्टर एंगल 90 डिग्री के करीब होगा यदि मैं इस टर्मिनल पर अत्यधिक इन्डक्टिव लोड को जोड़ता हूं तो यह लगभग उसी तरह व्यवहार करेगा इसलिए Ra और Xs अनिवार्य रूप से शुद्ध इन्डक्टन्स की तरह व्यवहार कर रहे हैं शुद्ध इन्डक्टन्स के कारण करंट लगभग 90 डिग्री से लैग कर रहा है इसलिए ये दोनों एक दूसरे का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं और क्योंकि वे एक दूसरे का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को कम कर रहा है तो आप को शॉर्ट सर्किट की स्थिति में बहुत कम मात्रा में फ्लक्स मिल रहा है और यही कारण है कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में रेटेड करंट Ifrated के बाद मिल रहा है आम तौर पर यदि ट्रांसफार्मर में रेटेड वोल्टेज लागू होता है तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा लेकिन यहां मैं Ifrated लगा रहा हूं यह रेटेड वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है और मैं इससे आगे जा रहा हूं मैं 0 से Ifrated तक लाया हूं मैंने फील्ड को कम से कम कर दिया है जब मैंने शॉर्ट सर्किट टेस्ट शुरू किया था मैंने इसे धीरे धीरे बढ़ाया और यह Ifrated में आ गया Ifrated के बाद भी मुझे थोड़ा और बढ़ाना है तभी मुझे रेटेड आर्मेचर करंट मिलेगा देखें यह Ifrated है मैंने 0 से शुरू किया है फिर मैं Ifrated तक ले आया और मुझे ओपन सर्किट स्थिति में Erated मिल रहा है यह शॉर्ट सर्किट की स्थिति में Ia है क्योंकि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में फ्लक्स बहुत कम हो जाता है यहां तक कि कुछ हद तक उत्पन्न वोल्टेज भी कम हो जाता है जिसके कारण रेटेड आर्मेचर करंट पास करने के लिए मुझे एक्साइटेशन को और अधिक बढ़ाना होगा यह इस एक्साइटेशन के तहत था जब मैं ओपन सर्किट की स्थिति में ईएमएफ के रेटेड मूल्य पर था लेकिन जो मुझे आर्मेचर करंट के रूप में मिल रहा है वह Iarated भी नहीं है Iarated यहां कहीं है जबकि यह वह करंट है जो मुझे शॉर्ट सर्किट की स्थिति में रेटेड एक्साइटेशन पर मिल रहा था अब मुझे इतना भी नहीं मिल रहा है इसलिए मुझे एक्साइटेशन को थोड़ा और बढ़ाना होगा क्योंकि फ्लक्स बहुत बहुत कम है 90 डिग्री लैगिंग पावर फैक्टर एंगल के कारण आर्मेचर फ्लक्स पूरी तरह से फील्ड फ्लक्स का विरोध करता है दूसरी ओर क्या Xs कैपेसिटिव हो सकता है यह काल्पनिक है यह नहीं हो सकता मैं सिर्फ काल्पनिक रूप से कह रहा हूं यदि Xs कैपेसिटिव होता तो ये दोनों एक दूसरे को सहायता प्रदान करते बिल्कुल आप सैचरेशन से बहुत आगे निकल गए होते फ्लक्स की मात्रा बहुत बहुत बढ़ जाती यदि सैचरेशन नहीं होता तो फ्लक्स की मात्रा बहुत बहुत बढ़ जाती यही कारण है कि आप एक सिंक्रोनस जेनरेटर में कपेसिटिव लोड कनेक्ट नहीं करते हैं हमने ट्रांसफार्मर में इस बारे में बात की थी कि जब हम एक कपेसिटिव लोड जोड़ते हैं तो हमें नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है अगर नो लोड की स्थिति में आपके पास 230 वोल्ट है तो पूर्ण कपेसिटिव लोड पर आपके पास 240 250 260 वोल्ट हो सकता है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितना करंट आकर्षित किया है ऐसा ही कुछ सिंक्रोनस जनरेटर में भी होता है कि अगर मेरे पास एक लीडिंग लोड है तो मुझे नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा अगर मेरे पास लैगिंग लोड है तो वोल्टेज कम हो जाएगा यह वास्तव में कम हो जाएगा अगर मैं इसे इन्फनट बस से जोड़ रहा हूं तो वोल्टेज कम कैसे हो सकता है यह नहीं हो सकता है क्योंकि इन्फनट बस वोल्टेज स्थिर रहता है तो क्या करना होगा उत्पन्न वोल्टेज को बढ़ाना होगा कोई और रास्ता नहीं है मैं इसे फिर दोहराता हूं कि अगर इन्फनट बस वोल्टेज 400 वोल्ट है और मशीन का सिंक्रोनस रीऐक्टन्स अधिक मात्रा में है और लोड ग्रिड में लैगिंग करंट आकर्षित कर रहे हैं तो वोल्टेज 400 से 300 या 360 तक जा सकता है यह नीचे गिर जाएगा लेकिन आप इन्फनट बस का वोल्टेज कम नहीं कर सकते यह संभव नहीं है अगर आप वोल्टेज कम नहीं सकते तो एकमात्र तरीका है कि Ef को बढ़ाया जाए तो फील्ड करंट को समायोजित करके Ef को बढ़ाया जाता है यह पावर स्टेशन में हर समय किया जाता है यह आम तौर पर AVR सर्किट ऑटोमैटिक वोल्टेज रेग्युलेशन सर्किट के रूप में जाना जाता है यह अक्सर अधिकांश पावर स्टेशन में किया जाता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रिड किस तरह के लोड का सामना कर रहा है यदि यह कैपेसिटिव लोड है तो मुझे एक्साइटेशन को कम करना होगा अगर यह इंडक्टिव लोड है तो मुझे एक्साइटेशन को बढ़ाना होगा यह बहुत बार किया जाता है छात्र ट्रांसफार्मर में हम दोनों में से किसी भी वाइंडिंग को एनर्जाइज़ करके एससी और ओसी टेस्ट कर सकते हैं फिर भी हमें समान पैरामीटर मिलते हैं क्या हम फील्ड या आर्मेचर को एनर्जाइज़ करके सिंक्रोनस मशीन के पैरामीटर को प्राप्त कर पाएंगे प्रोफेसर एक बात देखिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी नाम की कोई चीज थी जो करंट आकर्षित कर रही थी और यह करंट ओपन सर्किट की स्थिति को छोड़कर अधिकांश समय सेकन्डेरी की तरफ प्रतिबिंबित हो रहा था तो आपके पास मापने के लिए कम से कम कुछ करंट था और वोल्टेज जो आपने सेकन्डेरी साइड पर मापा था वह प्राइमरी वोल्टेज का प्रतिबिंब है तो यहां जो आप माप रहे हैं वे एक दूसरे से संबंधित हैं ऐसा नहीं है कि वे पूरी तरह से असंबंधित हैं जबकि यहाँ अगर मैं फील्ड करंट को मापने की कोशिश करता हूँ तो इससे मुझे यह पता नहीं लगेगा कि इम्पीडन्स क्या है या करंट जो आर्मेचर आकर्षित कर रहा है वह कितना है वे पूरी तरह से अलग सर्किट हैं और आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि आर्मेचर का करंट फील्ड पर प्रतिबिंबित हो रहा है बिल्कुल नहीं यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपने आर्मेचर पर कितना लोड जोड़ा है करंट केवल उस पर निर्भर करेगा और उस लोड को सप्लाई करने के लिए मुझे प्राइम मूवर से पर्याप्त मात्रा में मैकेनिकल पावर देनी होगी यह इससे संबंधित है फील्ड केवल वायर मीडिया के रूप में काम कर रहा है यह एक सुगमकर्ता है यह निश्चित रूप से कोई संसाधन नहीं दे रहा है यह केवल एक सुगमकर्ता है तो आप फील्ड करंट को उस करंट के रूप में नहीं ले सकते हैं जो कि आर्मेचर के इम्पीडन्स पर प्रतिबिंबित होगा यह संभव नहीं है इसी तरह शॉर्ट कंडीशन में वोल्टेज जिसे मैं आर्मेचर के टर्मिनल पर मापूंगा 0 होगा क्योंकि मैंने इसे शॉर्ट सर्किट किया है तो मेरे पास आर्मेचर वोल्टेज को मापने का तरीका नहीं है यही कारण है कि यह एक बहुत ही सुंदर विधि है जिसने भी इसे तैयार किया है यह प्राप्त करने के लिए कि वह वोल्टेज क्या है जो ओपन सर्किट की स्थिति में आर्मेचर में उत्पन्न हुआ होगा वह करंट क्या है जो आर्मेचर द्वारा आकर्षित गया है यदि यह उस समय के उत्पन्न वोल्टेज पर शॉर्ट सर्किट किया गया था तो स्पष्ट रूप से ट्रांसफॉर्मर सर्किट और सिंक्रोनस जनरेटर सर्किट के बीच बड़ा अंतर है इक्विवेलेंट सर्किट में और साथ ही जिस तरह से इसका विश्लेषण किया गया है तो यही कारण है कि वे काफी अलग हैं